दोस्तों NPTEL के इफेक्टिव राइटिंग के ऑनलाइन लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है आप विनोद मिश्रा द्वारा इफेक्टिव राइटिंग के ऊपर ऑनलाइन लेक्चर सुन रहे हैं और आज हम रिपोर्ट राइटिंग शुरू कर रहे हैं प्रिय दोस्तों पिछले कई लेक्चर में आप लेखन की विभिन्न बारीकियों के बारे में सुनते आ रहे आज हम लेखन के बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण पहलू के बारे में बात करेंगे जोकि आज कल की दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है और वह है रिपोर्ट राइटिंग अब इससे पहले कि हम रिपोर्ट राइटिंग के बारे में बात करें मैं एक सरल सवाल पूछना चाहूंगा की रिपोर्ट क्यों लिखी जाती है और क्या रिपोर्ट लिखना जरूरी है क्या रिपोर्ट राइटिंग की कला जानना जरूरी है आज के लेक्चर में हम विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि रिपोर्ट राइटिंग क्या है रिपोर्ट राइटिंग में सम्मिलित विभिन्न क्रियाएं रिपोर्ट क्यों लिखी जाती है रिपोर्ट का क्या महत्व है और रिपोर्ट क्या कर सकती है आजकल क्योंकि आप सभी तकनीकी रूप से निपुण हैं और जानकारी से भी परिपूर्ण है आप अखबार पढ़ते होंगे या शायद कभी कदार टीवी देखते होंगे हाल ही में शायद आपने एक महत्वपूर्ण खबर देखी होगी कि जब सरकार ने नया मोटर वाहन अधिनियम 2019 शुरू किया तो आपने इसके लागू होने के साथ शायद देखा होगा कि आप जुर्माना देने के लिए बाध्य है कई लोगों को यह खबर शायद पसंद नहीं आई होगी विभिन्न प्रतिक्रियाएं हैं और बल्कि विभिन्न प्रतिक्रियाएं थी विपरीत प्रतिक्रियाएं भी आई थी परंतु यह सोचने की जरूरत है कि ऐसी नीति क्यों आई इस नीति को लाने की क्यों आवश्यकता थी इसे कैसे किया जा सकता था और यदि आप इन सब की गहराई में जाएं तो आपको पता लगता है कि एक रिपोर्ट के अनुसार यह पाया गया कि हर साल पांच लाख सड़क दुर्घटना होती है जिसमें से डेढ़ लाख लोग अपनी जान गवा देते हैं और बचे हुए साढ़े तीन लाख लोग या तो अपाहिज हो जाते हैं या फिर उनको कुछ समस्या होती है या कुछ और हमेशा के लिए इसलिए लोगों की जान को सुरक्षित रखने के लिए इस अधिनियम को अभ्यास में लाने की जरूरत है यह कैसे हो सका यह हो सका रिपोर्ट के कारण लोगों को कैसे पता चल सका सरकार को कैसे पता चल सका कि इस तरह की समस्या थी यह प्रकाश में तब आया जब इसकी उचित तरीके से रिपोर्टिंग की गई इसलिए रिपोर्ट महत्वपूर्ण है इसलिए अब समय है कि हम जाने कि वास्तव में रिपोर्ट क्या है इसकी उत्पत्ति कैसे होती है रिपोर्ट की व्याख्या कैसे की जा सकती है क्योंकि जैसे ही हम रिपोर्ट की बात करते हैं अचानक से आपके दिमाग में कई तरह के रिपोर्ट आ जाते हैं परीक्षण रिपोर्ट मेडिकल रिपोर्ट जांच रिपोर्ट और फिर प्रयोगशाला रिपोर्ट और माल के पुष्टिकरण की रिपोर्ट मेरा मतलब है गुणवत्ता नियंत्रण रिपोर्ट और कई तरह की रिपोर्ट्स तो अब देखते हैं कि यह सारी रिपोर्ट किस तरह से भिन्न है और इन्हें कैसे लिखा जा सकता है क्योंकि रिपोर्ट को आवश्यकता के आधार पर लिखा जाता है और हम बात करेंगे की रिपोर्ट क्या है मेरे प्यारे दोस्तों आज के इस शब्द रिपोर्ट की उत्पत्ति लैटिन शब्द " रिपोर्टो या रिपोटिएर" से होती है यह दो शब्दों का समायोजन है " री" और " पोटियर" आप सभी लोग परिचित होंगे पोर्टर शब्द के अर्थ से एक पोर्टर वह व्यक्ति होता है जो कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है इसी तरह जब हम रिपोर्ट की बात करते हैं तो उसका शाब्दिक अर्थ होता है एक सूचना को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना जो उस सूचना का प्रयोग करना चाहता है इस प्रकार रिपोर्ट का शाब्दिक अर्थ हो सकता है वास्तव में यह संचार का एक भाग अब देखते हैं संचार का भाग क्या है तो जो कुछ भी हम कहते हैं वह लिखा जा सकता है क्योंकि जब हम कुछ कहते हैं तो वह एक रिटेन पीस हो जाता है कुछ भी जो लिखा जा सकता है हम सबको रिपोर्ट कह सकते हैं मेरा तात्पर्य है कि यदि आप एक कविता लिखते हैं तो वह भी एक रिपोर्ट हो सकती है एक उपन्यास रिपोर्ट हो सकता है बेशक आप उन्हें उपलब्ध करा सकते हैं क्योंकि उनमें कुछ हद तक सत्य होता है इसीलिए एक किताब भी रिपोर्ट होती है क्योंकि वह भी तथ्यों पर आधारित होती है और तो हम रिपोर्ट को फॉर्मल कम्युनिकेशन की तरह परिभाषित कर सकते हैं क्योंकि यह एक तथ्य पूर्ण लेखन का हिस्सा है और इस प्रकार यह एक फॉर्मल कम्युनिकेशन का हिस्सा है जो किसी विशेष उद्देश्य से लिखा जाता है मेरा तात्पर्य है कि यह सभी रिपोर्ट जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं इन रिपोर्ट्स में अंतर होता है जब हम एक परीक्षा रिपोर्ट की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से विद्यार्थी केंद्र में आते हैं जब हम प्रयोगशाला रिपोर्ट की बात करते हैं तो प्रयोग केंद्र में आते हैं जब हम जांच रिपोर्ट की बात करते हैं स्वभाविक रूप से पुलिस की जांच पड़ताल अभ्यास में आती है तो रिपोर्ट एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है जिसे विशेष उद्देश्य से लिखा जाता है तात्पर्य है इसलिए हर एक रिपोर्ट का उद्देश्य भिन्न होता है इसमें प्रक्रिया का विवरण सम्मिलित होता है अब हम रिपोर्ट कैसे लिखते हैं क्योंकि यह एक तथ्य पूर्ण चीज है स्वभाविक रूप से आपको रिपोर्ट लिखने के पहले कई चीजें करनी पड़ती है रिपोर्ट लिखना रिपोर्ट का आखिरी चरण होता है डाटा को एकत्रित करने के लिए और उसका विश्लेषण करने के लिए एक प्रक्रिया का पालन किया जाता है क्योंकि यह तथ्य पूर्ण है और जब हम तथ्यों की बात करते हैं तो डाटा का सवाल आता है उनकी महत्ता का सवाल आता है उनसे निष्कर्ष निकाला जाता है और और फिर सलाह दी जाती है यदि आवश्यकता हो तो तो एक तरह से रिपोर्ट एक तथ्यों पर आधारित फॉर्मल कम्युनिकेशन का हिस्सा है जो कि एक विशेष उद्देश्य से लिखा जाता है विशेष पाठकों के लिए लिखा जाता है इसमें डाटा एकत्रित करने और उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया का विवरण सम्मिलित होता है और इस डाटा से इस डाटा पर आधारित निष्कर्ष निकाला जाता है और फिर सलाह दी जाती हैं यदि आवश्यक हो तो सलाह का प्रश्न यदि आवश्यक हो तात्पर्य है रिपोर्ट के लेखक तब तक सलाह नहीं दे सकते हैं जब तक कि उनसे सलाह मांगी ना जाए इसीलिए जब हम रिपोर्ट की प्रकृति की बात करते हैं तो रिपोर्ट एक दूसरे से भिन्न होती है तो फिर से हमें यह पता चलता है कि लेखन के विभिन्न स्वरूपों के बीच में अंतर होता है मेरा तात्पर्य है की रिपोर्ट जैसा कि मैंने कहा एक विशेष कारण से लिखी जाती है और लेखन के दूसरे स्वरूप जैसा कि मैं कहता आ रहा हूं कि कविता कहानी नाटक उपन्यास और भी कई चीजें हैं बेशक भिन्न है वह कैसे भिन्न है रिपोर्ट वास्तव में वस्तुनिष्ठ होती है जब आप कविता लिखना चाहते हैं जब आप या कोई कहानी लिखता है तो वह बहुत व्यक्ति निष्ठ होता है उसमें भावनाओं का स्थान होता है परंतु रिपोर्ट्स वस्तुनिष्ठ होती हैं क्योंकि वह तथ्यों पर आधारित होती हैं और हर एक प्रकार की रिपोर्ट का क्योंकि एक विशेष उद्देश्य होता है तो स्वाभाविक रूप से वह एक विशेष पाठक के लिए होते हैं तो रिपोर्ट के निर्धारित पाठक होते हैं लेखन के बाकी स्वरूपों में निर्धारित पाठक नहीं होते बल्कि उन में विभिन्न प्रकार के पाठक होते हैं रिपोर्ट तथ्यों और जांच पड़ताल पर आधारित होती है लेखन के बाकी स्वरूप भावना कल्पना और भाव अभिव्यक्ति पर आधारित होते हैं और फिर रिपोर्ट पर किसी एक का अधिकार नहीं होता है जबकि लेखन के दूसरे स्वरूप में किसी एक का अधिकार होता है मेरा तात्पर्य है यदि आप इन स्लाइड्स पर नजर डालें आप रिपोर्ट्स के बीच में मूलभूत अंतर देख सकते हैं तो अब आगे बढ़ते हैं रिपोर्ट के बाकी पहलुओं की तरफ अब एक सवाल आपके दिमाग में उठ सकता है की क्या रिपोर्ट को मौखिक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है रिपोर्ट को मौखिक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है परंतु लेखन के कई और स्वरूप होते हैं जो केवल लिखित रूप से ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं उनको मौखिक रूप से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति एक उपन्यास लिखता है तो क्या पूरा उपन्यास मौखिक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है बिल्कुल भी नहीं तो लेखन रिपोर्ट के संबंध में मांग पर आधारित होता है इसीलिए आप पाते हैं कि जब कुछ गड़बड़ हो जाता है उस संसार में जिस में हम रहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों हर दिन कुछ गड़बड़ होती है तो जब कुछ गड़बड़ हो जाती है तो उस बात की जांच पड़ताल करनी पड़ती है उनका परीक्षण करना पड़ता है तब तक लोग कहते हैं कि रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है याद रखिए जब आप शोध लेखन की बात करते हैं और जब शोध पत्र जमा करते हैं तो उसको परीक्षक के पास भेजा जाता है और फिर हम रिपोर्ट का इंतजार करते हैं तो वह शोध रिपोर्ट होती है बेशक लोग खुद के लिए रिपोर्ट नहीं लिखते है वो संगठन के लिए रिपोर्ट लिखते है कम्पनीज के लिए संस्था के लिएबाजार के लिए अब रिपोर्ट क्या करती है रिपोर्ट वास्तव में हमको प्रोजेक्ट की प्रगति के बारे में बताती है या किसी सौंपे हुए काम की इस प्रकार इसकी महत्ता है और जब आप किसी प्रोजेक्ट पर काम रहे होते है तब समय समय पर चाहे वो प्रोजेक्ट हो या शोध हो या कोई और काम सौंपा गया हो समय समय पर आपसे उसकी प्रगति पूछी जाती है और ये रिपोर्ट से ही संभव होता है तो आपको क्या लगता है NPTEL के कोर्सेज मेरा तात्पर्य है की NPTEL के सभी कोर्सेज रिपोर्ट के आधार पर संभव हुए है है की नहीं लोग सोच रहे होंगे की की ये सारे कोर्सेज कि सबको उपलब्ध नहीं है और इस प्रकार इस बात की आवश्यकता है कि ये कोर्सेज सबको उपलब्ध हो ये भी रिपोर्ट से ही संभव हो सका होगा और आज आप देख रहे है की ऑनलाइन कोर्सेज ने इसकी प्रतिष्ठा पायी है और ये महत्वपूर्ण हो गए है तो अगर कभी कुछ गड़बड़ हो रहा हो तो उसे भी रिपोर्ट से सामने ला सकते है रिपोर्ट्स सोच के अंतर को सामने लाती है लोगो को इससे जागरूक बनाया जाता है इसलिए जब कुछ नया होता है तो या तो उसके लॉच से पहले लोगो को ये बताना आवश्यक है और लोगो को कैसे बताया जा सकता है उनको रिपोर्ट से बताया जा सकता है रिपोर्ट से जागरूकता जगाई जाती है और ऐसा रिपोर्ट से किया जा सकता है ये सूचना प्रसारित करती है जब कुछ नया अभ्यास में आता है तो लोगो को उसके बार में पता चलता है केवल रिपोर्ट के आधार पर इसको लिया जा सकता है तो रिपोर्ट निर्णय लेने में और सद्भावना स्थापित करने में मददगार होती है मान लीजिये यदि कुछ समुदाय के लोगो बीच उचित संपर्क न हो और चीज़े गड़बड़ हो जाती है और जब कुछ गड़बड़ हो जाता है और उसकी जाँच या निरीक्षण किया जाता है रिपोर्ट का लेखक इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि क्योकि समुदाय के लोगो या कर्मचारियों के बीच उचित संपर्क नहीं था इसलिए ऐसा हुआ तो रिपोर्ट की सहायता से लोगो को नज़दीक लाया जा सकता है मेरा मतलब है हर प्रकार का संपर्क लोगो को नज़दीक लाता है और वास्तव में उनके बीच सदभावना बनाता है अब ये एक आकलन है की ये आप सबके अति आवश्यक है वो जो नौकरी पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे है या जो भाग्यवंश नौकरी में है उनको ये अति महत्वपूर्ण है रिपोर्ट व्यवसायिक लोगों का एकमात्र वास्तविक उपज होता है एक अवलोकन ऐसा कहता है कि रिपोर्ट व्यवसायिक लोगों का एकमात्र वास्तविक उपज है वास्तविक क्यों क्योंकि यह हमको लोगों की कई विशेषताएँ बताता है यह उनकी जांच पड़ताल प्रस्तुत करती है उसके जांच और प्रयोग यह एक व्यक्ति के प्रयासों से उसके वरिष्ठ कर्मियों को निर्णय लेने में सहायता करती है तो उसे स्पष्ट रूप से यह बताना होता है कि उसने क्या किया है जब आप किसी को कुछ बताते हैं तो वह भी एक प्रकार की रिपोर्ट होती है परंतु आप जो कह रहे हैं वह तथ्यों पर आधारित होना चाहिए और इस प्रकार वह अपने कार्य की महत्ता देखता है और बहुत बार इंजीनियर रिपोर्ट लिखते हैं जो उनके प्रबंधन के साथ एकमात्र संपर्क होता है और मेरे प्यारे दोस्तों केवल इंजीनियर ही नहीं हर एक व्यवसाय से संबंधित व्यक्ति वह जो भी करता है उसको रिपोर्ट के द्वारा दिखाया जाता है इसीलिए रिपोर्ट व्यवसायिक लोगों का एकमात्र वास्तविक उपज है आपको क्या लगता है कि जब हम इन सब रिपोर्ट के बारे में बातें कर रहे हैं हमें यह भी पता होना चाहिए की एक वास्तविक बिजनेस रिपोर्ट क्या है मेरा मतलब है ऊपरी तौर पर जैसा कि आपको पता है रिपोर्ट के कई प्रकार और कई प्रकृति हो सकती है तो हम खुद को कुछ रिपोर्ट की चर्चा तक सीमित रखेंगे यह जानने के लिए कि वे क्या कर सकते हैं मेरा मतलब है कि हम प्रगति की रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि यह प्रगति समय समय पर होती है इसलिए या एक पीरियाडिक रिपोर्ट होती है यह पीरियाडिक रिपोर्ट कार्य के ऊपर निगाह रखने में मददगार होती है फिर आती है सीटुएशनल रिपोर्ट अब यह रिपोर्ट एक आम प्रकृति से ऊपर होती है क्योंकि यह उन गतिविधियों को बताती है जोकि गैर आवृति होती है गैर आवृति गतिविधियां जैसे आप किसी यात्रा पर जाएं या कोई कॉन्फ्रेंस में जाता है या कोई सांख्यिकी निरीक्षण करता है या कुछ और क्योंकि यह बार बार नहीं होती हैं इसीलिए इनको हम सिचुएशनल रिपोर्ट कहते हैं और सिचुएशनल रिपोर्ट की भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है मेरे प्यारे दोस्तों और फिर हम आते हैं जांच पड़ताल या सूचना दायक रिपोर्ट सच बताऊ तो सारे रिपोर्ट्स प्रकृति से सूचनात्मक होते है परन्तु कुछ लोग एक कदम आगे जाकर चीज़ो की व्याख्या करते है जब आगे के सेक्शन में जायेंगे तब इस पर चर्चा करेंगे जाँच पड़ताल की रिपोर्ट कुछ परिस्थितियों की समस्या के परिक्षण पर आधारित होती है और फिर आप तथ्य उपलब्ध करते है आप कुछ नहीं करते है मेरा तात्पर्य है कि निष्कर्ष का कोई नियम नहीं है आप किसी चीज़ की सिफारिश नहीं कर सकते है आप केवल पता लगाते है की क्या क्या है फिर तथ्य दे देते है एक और तरह की रिपोर्ट है कंप्लायंस रिपोर्ट अब ये कंप्लायंस रिपोर्ट वास्तव में सरकार के नियमों कानून का पालन करते हैं मान लीजिये मैनेजर के तौर पर आपसे पूछा गया है कि आप इस बात कि पुष्टि करे कि आपके संगठन में सब कुछ ठीक चल रहा है तो समय समय पर सरकार या संगठन भी देखना चाहता है कि इन सब नियमों का पालन किया जा रहा है कि नहीं तो इसलिए इसको कंप्लायंस रिपोर्ट कहते है फिर हम रिकमेन्डेशन रिपोर्ट्स पर आते है रिकमेन्डेशन रिपोर्ट्स वो रिपोर्ट्स है मान लीजिये आप कोई निर्णय लेना चाहते है आप रिपोर्ट कि मदद के बगैर निर्णय नहीं ले सकते है तो आपने सिफारशी रिपोर्ट में जो कुछ किया है उसके आधार पर आप इसकी पुष्टि करते है मान लीजिये आप एक नया उत्पाद खरीदने जा रहे है आप कुछ परिवर्तन करने वाले है तो सारे परिवर्तन को स्थान लेने के लिए आप एक तरह कि सिफारशी रिपोर्ट उपलब्ध कराते है और रिपोर्ट के आधार पर कुछ निर्णय लिए जा सकते है फिर हम आते है यार्डस्टिक रिपोर्ट पर अब ये यार्डस्टिक रिपोर्ट क्या है यार्डस्टिक रिपोर्ट वो है जो कि विकल्पों को मापने में मदद करती है मान लीजिये कि कुछ विकल्प उपलब्ध है हमको उनके साथ क्या करना चाहिए क्या हम ठेकेदारों को आमंत्रित कर रहे है या हम इस प्रोजेक्ट को किसी और संगठन को देने जा रहे है अब हमारे पास कुछ मापदंड है अब आप निर्णय ले सकते है आप तब तक निर्णय नहीं ले सकते है जब तक आपके पास विकल्प न हो परन्तु इन सब विकल्पों को मापना पड़ता है और फिर उसके अनुरूप मापदंड तैयार करते है तो यार्डस्टिक रिपोर्ट कि मदद से आप वास्तव में एक मापदंड बनाते है स्वीकृति के लिए अस्वीकृति के लिए न्याय के लिए और फिर इसलिए यार्डस्टिक रिपोर्ट बहुत महत्वूर्ण हो जाती है फिर आती है फिज़िबलिटी रिपोर्ट फिज़िबलिटी रिपोर्ट जैसा कि शब्द कहता है फिज़िबलिटी सुविधा तो फिज़िबलिटी से हमारा तात्पर्य है कि यदि हम इसके अनुसार चले तो इस बात कि गुंजाईश रहती है कि हमको कुछ फायदा होगा तो फिज़िबलिटी रिपोर्ट वास्तव में फायदा और समस्या का विश्लेषण करती है यदि हम इसके अनुसार चले यदि हम इस उत्पाद को प्रस्तुत करे तो यदि हम इस उत्पाद को इस पार्टी को दे तो हमको इतना फायदा होगा शायद हमको कुछ समस्याएं भी हो सकती है तो फिज़िबलिटी रिपोर्ट हमको निर्णय लेने में मदद करता है चाहे फायदा हो या समस्या और इस आधार पर हम कदम उठा सकते है तो ये कुछ विशिष्ट बिज़नेस रिपोर्ट है जिनका हमको सामना होता है जब किसी संगठन में होते है परन्तु यदि हम इन रिपोर्ट्स की चर्चा करते रहे तो मेरे प्यारे दोस्तों ये बहुत थकाऊ हो जायेगा इस प्रकार हम अपनी रिपोर्ट को दो वर्गों में बांटते है औपचारिक और अनौपचारिक कई बार अनौपचारिक रिपोर्ट भी लिखी जाती है हम मेमो रिपोर्ट लेटर रिपोर्ट और भी कई प्रकार की रिपोर्ट की बात कर चुके है और आपको पता है जब कोई बड़ा निर्णय लेने को होता है क्योकि जब हम समझना चाहते है और निचिंत होना चाहते है कि ऐसा कदम फायदेमंद होगा या विनाशकारी तो इसके लिए इंटरप्रेटिव या एनालिटिकल रिपोर्ट प्रयोग करे तो अब हम औपचारिक और अनौपचारिक रिपोर्ट के बीच अंतर की बात करते है एक बड़ा अंतर ये है कि अनौपचारिक रिपोर्ट बहुत छोटी होती है इसमें कोई ग्राफ़िक या डिज़ाइन नहीं होता है ये मुख्य स्रोत पर निर्भर करती है ये गौड़ स्रोत का प्रयोग नहीं करती है और अनौपचारिक रिपोर्ट ज्यादातर क्योकि वो पत्र के रूप में हो सकती है वो मेमो के रूप में हो सकती है तो वो प्रथम पुरुष वर्णन में लिखी जाती है जबकि औपचारिक रिपोर्ट तीसरे पुरुष में लिखी जाती है फॉर्मल रिपोर्ट प्राय लम्बी होती है और उनमे विज़ुअल एड्स छवि होती है और ये निर्भर करती है और मुख्य और गौड़ स्रोत दोनों से जानकारी लेती है अब जैसा की मैं कहता आ रहा हूँ कि रिपोर्ट कि कई प्रकृति होती है और रिपोर्ट्स कि एक लम्बी सूची हो सकती है तो बेहतर होगा कि हम इन रिपोर्ट्स को वर्गीकृत करे हम इनको वर्गीकृत कैसे कर सकते है ताकि कई रिपोर्ट्स एक वर्ग में आ जाएँगी कुछ और रिपोर्ट्स दूसरे वर्ग में आ जाएँगी मेरे प्यारे दोस्तों रिपोर्ट्स औपचारिकता के आधार पर वर्गीकृत कि जा सकती हैं हम पहले कि स्लाइड में औपचारिकता और अनौपचारिकता के बारे में बात कर चुके हैं जब आपको केवल कुछ जानकारी भेजनी हो तो वो केवल अनौपचारिक साधन द्वारा ही संभव हैं आप केवल एक अनौपचारिक रिपोर्ट लिखते हैं परन्तु जब आपको कुछ बड़ा निर्णय लेना होता हैं और आपको बहुत सारे विश्लेषण कि ज़रुरत होती हैं बहुत सारी व्याख्या बहुत सारी चर्चा तो आप औपचारिक रिपोर्ट लिखते हैं तो औपचारिकता के आधार पर फिर लम्बाई भी क्योकि अनौपचारिक रिपोर्ट छोटी होती हैं वे औपचारिक रिपोर्ट से छोटी होती हैं और फिर आवृति तो संक्षिप्त रिपोर्ट की आवृति ज्यादा होगी जबकि लम्बी रिपोर्ट्स क्योकि वो सोच विचार कर लिखी जाती है इसलिए वो ज्यादा समय लेती है तो रिपोर्ट्स को तीन वर्ग में बाँट सकते है मेरा मतलब है कि ज्यादातर रिपोर्ट्स इन तीन वर्गों में आएँगी पहली है इन्फोर्मटिवे रिपोर्ट informative सूचनात्मक फिर एनालिटिकल analytical विश्लेषात्मक या इंटरप्रेटिव interpretive विवरणत्मक और फिर रूटीन रिपोर्ट routine दैनिक रिपोर्ट मेरा मतलब है कि ज्यादातर रिपोर्ट्स इन्ही तीन वर्गों में आएँगी अब इन्फोर्मटिवे रिपोर्ट क्या है तो जब हम इन्फोर्मटिव शब्द कि बात करते है ये वास्तव में हमको बताती है कि इन्फोर्मटिव रिपोर्ट बस सूचना देती है ये केवल सूचना तक सीमित है और फिर इसका उद्देश्य और लक्ष्य भी सीमित है और इससे अपेक्षा कि जाती है कि सूचना देने कि जिस भी रूप में वो हो मेरा मतलब है कि आप इन्फोर्मटिव रिपोर्ट के साथ कुछ नहीं करते है इसलिए इन्फोर्मटिव रिपोर्ट छोटी होती है शायद कई बार केवल १ या २ पेज की कई संगठनों में आपके पास इन्फोर्मटिव रिपोर्ट का फ़ॉर्मेट होता है जिसे आप केवल भर देते है और रिपोर्ट का लेखक बस अपना हस्ताक्षर कर देगा मेरा मतलब है कि रिपोर्ट लेखक को कोई निष्कर्ष या विश्लेषण या सिफारिश उपलब्ध करने कि आवश्यकता नहीं है दाएं तरफ आपको इन्फोर्मटिव रिपोर्ट के उदाहरण मिल सकते है जैसे कि नीति का विवरण पाठक सर्वेंक्षण और फिर विक्रय रिपोर्ट फिर ऋण रिपोर्ट मेरा मतलब है कि आप देखते है ये रिपोर्ट बस आकड़े है हमको कितना मिला ये यह नहीं बताती है कि हम असफल क्यों हुए विक्रय सुधरने के और क्या तरीके क्या हो सकते है ग्राहक बना कर रखने के और क्या तरीके हो सकते है तो वो पढ़े जा सकते है जब इंटरप्रेटिव या एनालिटिकल रिपोर्ट की बात करते है अब एनालिटिकल रिपोर्ट क्या है एनालिटिकल रिपोर्ट अगर हम रिपोर्ट का शब्द देखे तो हम देखते है कि इसमें विश्लेषण की गुंजाईश है व्याख्या की गुंजाईश है इसमें विश्लेषण की बहुत गुंजाईश है परीक्षण की गुंजाईश है और इस प्रकार ये रिपोर्ट लंबी होगी आप चित्रण का भी प्रयोग कर सकते है उदाहरण के लिए मान लीजिये अगर आप संगठन के लिए रिपोर्ट लिख रहे है जो जानना चाहता है की विक्रय में क्या प्रचलन में है या किसी एक उत्पाद की संतुष्टि की क्या प्रवत्ति है स्वाभाविक रूप से आप ५ साल का समय अंतराल लेंगे स्वभाविक रूप से इन ५ सालो आप कैसे दिखा सकते है कुछ चित्रण ग्राफ चार्ट्स पाई चार्ट्स के साथ उसमे कई सारिणी भी हो सकती है और फिर विश्लेषण रिपोर्ट में परिणाम और सिफारिश होगी और फिर एनालिटिकल रिपोर्ट के आधार पर आप समस्या का हल निकाल सकते है बहुत सारी इसलिए लिखी जाती है क्योंकि ये समय की मांग होती है क्योंकि ये आवश्यकता पर आधारित है और जब समस्या खड़ी होती है जब रिपोर्ट लिखना चाहते है हम वास्तव में समस्या का समाधान देते है इसलिए आप स्वयं रिपोर्ट क्यों नहीं लिखते है कुछ लोग होतेहै कुछ संगठन होते है जो आपको रिपोर्ट लिखने का निर्देश देते है जब वो ऐसा करते है तो वास्तव में आपको कुछ समस्या देते है और फिर एनालिटिकल रिपोर्ट आपको निर्णय लेने के लिए प्रशस्त करती है एनालिटिकल रिपोर्ट के उदाहरण है एडवरटाइजिंग रिपोर्ट्स advertising विज्ञापन रिपोर्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट examination परीक्षा रिपोर्ट एकाउंटिंग accounting हिसाब किताब रिपोर्ट स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट statistical सांख्यिकी रिपोर्ट मार्किट रिपोर्ट marketing बाजार की रिपोर्ट अब ये गहराई में जाता है और इसलिए रिपोर्ट लंबी हो जाती है शायद कई बार रिपोर्ट की लम्बाई २० ये २५ पन्ने होती है जबकि अनौपचारिक रिपोर्ट केवल १ या २ पन्ने तक सीमित रहती है ज़रुरत के हिसाब से तो ये एनालिटिकल रिपोर्ट होती है औरहम रिपोर्ट के तीसरे वर्ग पर आते है जोकि रूटीन रिपोर्ट होती है रूटीन रिपोर्ट जैसा की शब्दावली स्वयं कहती है ये बताती है कि दैनिक प्रवत्ति से होते है दैनिक प्रवत्ति से तात्पर्य है कि उनको लिखते रहते है परन्तु दैनिक अंतराल या निश्चित अंतराल पर तो इन दैनिक रिपोर्ट कि विशिष्टता ये है कि ये निरंतर लिखी जाती परन्तु एक निश्चित अंतराल पर उदाहरण के लिए कई संगठनों में वार्षिक रिपोर्ट लिखी जाती है और कई बार एक विशेष समय पर साल के अंत पर या एक वित्तीय वर्ष के अंत पर ये एक संगठनो पर निर्भर करता है मेरे प्यारे दोस्तों इसको एक निश्चित अंतराल के बाद लिखा जाता है और ये रिपोर्ट्स वास्तव में हमको उत्पादन के बारे में विक्रय प्रदर्शन के बारे में वस्तुसूची के बारे में सूचना देती है और भी कुछ प्रकृति भी हो सकती है ये केवल एक निश्चित प्रारूप तक सीमित होती है इसका प्रारूप निश्चित होता है हर एक संगठन का अपना एक प्रारूप होता है परन्तु वही प्रारूप जारी रह सकता है कुछ समय के बाद प्रारूप में कुछ बदलाव हो सकता है परन्तु बदलाव भी रिपोर्ट के आधार पर होगा मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रकार रिपोर्ट की आवश्यकता या ज़रुरत फिर रूटीन रिपोर्ट में भाषा महत्वपूर्ण नहीं है आपको पता है हम भाषा के बारे में बात करते आ रहे है परन्तु इंटरप्रेटिव रिपोर्ट में क्योकि रिपोर्ट का लेखक निष्कर्ष पर आता है और पता है की मुख्य कदम उठाया जा सकता है तो स्वाभविक रूप से इंटरप्रेटिव रिपोर्ट प्रकृति से फुसलाने वाली होती है जबकि एक रूटीन रिपोर्ट फुसलाने वाली प्रकृति की नहीं होती है ये वास्तव में इन्फोर्मटिव रिपोर्ट की तरह होती है जिसमे भाषा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती है इन प्रगति रिपोर्ट निरिक्षण रिपोर्ट गोपनीय रिपोर्ट और प्रयोगशाला की रिपोर्ट के उदाहरण को देखिये आप देखते है यदि आप एक संगठन में काम कर रहे है तो आपकी प्रगति का समय समय पर मूल्यांकन किया जाता है उसके लिए एक निश्चित प्रारूप होता है और निश्चित प्रारूप के कई गुण होते है कि उन पर कर्मचारियों का माप किया जाता है और रिपोर्ट का लेखक जो कोई भी है कुछ जानकारी भरते है परन्तु वो कोई मजबूत निष्कर्ष नहीं निकलता है और कुछ भी उस पर आधारित नहीं होता है इस रिपोर्ट के लिए यदि इसकी व्याख्या कि जाती है तो रिपोर्ट कि व्याख्या के आधार पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है तो रूटीन रिपोर्ट मेरे प्यारे दोस्तों तो ये रिपोर्ट के तीन वर्गीकरण है जैसा कि हमने पहले बात की पहली इन्फोर्मटिव रिपोर्ट थी जोकि सूचना तक सीमित थी दूसरी एनालिटिकल थी जहाँ हमने विश्लेषण की बात की और फिर तीसरी रूटीन रिपोर्टस जहाँ हमने सूचना की रोज़मर्रा की प्रकृति की बात की और इसको समय समय पर लिखा जाता है कुछ निश्चित अंतराल पर परन्तु एक निश्चित प्रारूप पर कई और तरह की रिपोर्ट्स हो सकती है क्योंकि आपको पता है एक संगठन में कई तरह की गतिविधियाँ होती है और इन रिपोर्ट्स के अलावा समय समय पर दी गयी रिपोर्ट के आधार पर कई और तरह के रिपोर्ट भी लिखी जाती है ये रिपोर्ट मैनेजमेंट रिपोर्ट हो सकती है अब मैनेजमेंट रिपोर्ट प्रबंधन रिपोर्ट क्या है और मैनेजमेंट रिपोर्ट किस प्रकार भिन्न है मैनेजमेंट रिपोर्ट में ये ज्यादा विवरणात्मक नहीं होती है मैनेजमेंट रिपोर्ट में क्या ज़रूरी है वास्तव में पाठक और उसको पढ़ने वाले जोकि परिणाम में ज्यादा रूचि रखते हो और इसलिए मैनेजमेंट रिपोर्ट अतकनीकी होती है और ये अतकनीकी लोगो द्वारा भी लिखी जाती है और ये बस परिणाम पर ध्यान केंद्रित करती है और ये उस भाषा का प्रयोग करती है जोकि पत्रकारिता सम्बन्धी होती है ये भाषा पूरी तरह पत्रकारिता सम्बन्धी होती है और बेशक आपके पास मैनेजमेंट रिपोर्ट में चित्रण प्रयोग करने की गुंजाईश होती है तो मैनेजमेंट रिपोर्ट ज्यादा विवरण नहीं देती है परन्तु ये बस परिणाम दिखाती है फिर रिपोर्ट का एक और वर्ग होता है जोकि बेशक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है समस्या के समय हम इनको विशेष रिपोर्ट का दर्ज़ा दे सकते है अब अब ये विशेष रिपोर्ट जैसा नाम बताता है विशेष होती है और और रिपोर्ट कभी भी नहीं लिखी जाती है और इनकी आवृत्ति बहुत कम होती है तो ये विशेष रिपोर्ट संकट के समय लिखी जाती है और रिपोर्ट को स्वतंत्रता होती है क्योकि जब आप कुछ संकट के समय लिखते है तो आप सच में उस संकट से बाहर निकलना चाहते है तो संकट से बाहर आने के लिए आपको स्वभावत लोगो को समझाना होता है तो भाषा जैसा की मैं कहता आ रहा हूँ कि लोगो को समझाने या फुसलाने में भाषा कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है तो आपसे विशेष रिपोर्ट में प्रभावशाली भाषा के प्रयोग कि आशा कि जाती है क्योंकि रिपोर्ट के आधार पर आप कर सकते है रिपोर्ट के ज़रिये आपका अथक प्रयास संकट से बाहर आने का संगठन कि मदद करने का इस प्रकार ये रिपोर्ट भाषा के महत्व पर केंद्रित होती होती है और भाषा बहुत प्रभावशाली होनी चाहिए तो रिपोर्ट कई तरह कि होती है और शुरुआत से ही हम कहते आ रहे है कि रिपोर्ट आवश्यकता के अनुसार होती है मेरे प्यारे दोस्तों आप कभी भी अच्छे रिपोर्ट लेखक नहीं बन सकते है परन्तु आप सोच रहे होंगे के क्या आपको वास्तव में रिपोर्ट लिखने कि ज़रुरत होती है यदि आप संगठन में है तो कभी न कभी आपको रिपोर्ट लिखने कि ज़िम्मेदारी दी जा सकती है और ये कुछ निश्चित लोगो को ही नहीं दी जाती है ये बदल भी सकता है तब आपको ज़रुरत महसूस होती है और रिपोर्ट लिखने कि आवश्यकता इसलिए रिपोर्ट लिखना एक कला है मेरे प्यारे दोस्तों और हम केवल एक दिन में कुशल लेखक नहीं बन सकते है हमको बस वास्तव में अभ्यास करने की आवश्यकता है मेरे प्यारे दोस्तों और इस प्रकार इससे पहले की हम ये लेक्चर समाप्त करे मुझे अर्नेस्ट हेमिंग्वे जोकि अपने समय के एक महत्वपूर्ण उपन्यासकार थे उनका एक उद्दरण देने दे वो कहते है हम सब एक कला के प्रशिक्षु है जहाँ कोई कभी गुरु नहीं बनता है तो हम सब अभ्यास कर रहे है मेरे प्यारे दोस्तों जब हम इसका अभ्यास कर रहे है हमको समझना चाहिए तो केवल रूचि ही नहीं बल्कि देखना चाहिए कि हम किसको लिख रहे है क्योकि सारा लेखन लोगो को कदम उठाने के लिए फुसलाने और समझाने के लिए होता है कदम तभी उठाया जाता है जब वो लोगो के हित में हो संगठन के हित में हो संसार के हित में हो राष्ट्र के हित में हो बहुत बहुत धन्यवाद्